तो दोस्तों इस सत्र में हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे एक यह है कि आप भावनात्मक रूप से कितने परिपक्व हैं और दूसरा आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार और आप इससे समझ सकते हैं कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे भावनात्मक परिपक्वता है और इसके दो पक्ष हैं एक को व्यक्तिगत योग्यता कहा जाता है दूसरे को भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सामाजिक योग्यता कहा जाता है मतलबमैं क्या देखता हूं और क्या करता हूं जहा व्यक्तिगत योग्यता आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन से संबंधित है तो सामाजिक योग्यता सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन से संबंधित है और इन्हें विभिन्न शब्दों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहा जाता है विवरण के लिए आप इस आकृति को देखे यह काला पक्ष है और यह 2006 के विश्व कप फाइनल की बात है फ्रांसीसी खिलाड़ी ने इटली के खिलाड़ी को मारा क्या आप इसे देखकर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने सिर से टकरा रहा है क्या वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से परिपक्व है निश्चित रूप से आपका जवाब नहीं होगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में भावनात्मक परिपक्वता या भावनात्मक बुद्धि का अभाव है और यहां मैं आपसे कुछ पूछता हूं जब कोई व्यक्ति जिसका आप सम्मान करते है आपके द्वारा की गई गलती के बारे में दूसरों के सामने आपका अपमान करता है तो आप घर जाकर खुद को ऐसी स्थिति मे रखा की आप उस यक्ति को नहीं मिले आपको उस घटना हंगोवर हो जाता है एक तेज वापसीकरेघर जाए आर अपनी स्थिति का बचाव करते हुये एक पत्र लिखेधीरे धीरे आप इसे आसान बन लेउस व्यक्ति के सात बात करे की आपने कैसा महसूस किया और अपने आप से भी संवाद करे इन घटनाओ के बारेमे आपने दोस्ततों से संवाद करे यदि आप इन कदमोको उठाते है जैसे घर जाकरखुद को ऐसी स्थिति मे ना रखने की कसम ली और इस घटना के बरेमे हंगोवर होजता हैतो आप इस स्थिति मे भावनात्मक अपरिपक्वता दिखते है लेकिन आगर आप तेज़ी से वापसी करते है घर जाकर अपनी स्थिति का बचाव करते हुये एक पत्र लिखते है और इसे लेजकर उस व्यक्ति से बात करते है की आपको कैसा लगा और दोस्तो के सात संवाद करते है और अपनी स्थिति के बरेमे अधिक परेशान नहीं है तो आप भावनात्मक शुद्दता या भावनात्मक बुद्दि दरशते है तो क्या भावनात्मक परिपक्वता ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है हा वोह तो है लेकिन हम भावनात्मक बुद्धि शब्द का उपयोग करते हैं पर भावनात्मक परिपक्वता का नहीं इसका मतलब उसके पास खुद को समझने के साथ साथ दूसरों को समझने और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया दिखाने के लिए एक आवश्यक भावना है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सलोवी और मेयर ने विकसित किया और यह गोलेमैन द्वारा एक सक्षमता मॉडल के रूप में लोकप्रिय किया गया और यह बोलता है कि यह व्यक्ति की स्वयं के भीतर भावनाओं को पहचानने और उन्हें दूसरों में पहचानने की क्षमता है और यह व्यवहार को संशोधित करना है इसका मतलब है कि मैं अपने आप को मेरी भावनाओं के साथ साथ उन अन्य व्यक्तियों को भी समझूंगा जिनके साथ मैं बात करता हूं और फिर इसे समझते हुए मैं अपनी भावनाओं को संशोधित करूंगा ताकि संदर्भ के साथ फिट हो सकूं इसलिए यह मूल रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में और संदर्भ के बारे में जागरूक होते हैं और तदनुसार आप अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित कर रहे हैं और बस यह होशियारी से भावना का उपयोग ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है यह बुद्धिमानी से भावना का उपयोग है इसका मतलब ये है की आप अपने बारे में उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं उस के अनुसार एक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं जो संदर्भ के लिए उपयुक्त है जब हम ई आई सी या भावनात्मक बुद्धिमत्ता योग्यता बोलते हैं तो इसके अलग अलग घटक होते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रेरणा या भावनाएं हैं या यह किसी के लिए प्रेरणादायक है या नेतृत्व है या एक संदर्भ में मौखिक और गैर मौखिक संचार के कुछ प्रकार दूसरे व्यक्ति के पास जाता है यह दूसरे व्यक्ति के पास जाता है चाहे वह एक प्रेरणा हो चाहे वह नेतृत्व हो या भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो यह एक विशेष संदर्भ में दूसरे व्यक्ति के पास मौखिक और गैर मौखिक संचार के माध्यम से गुजरता है जैसा मैंने उल्लेख किया है कि इसके विभिन्न घटक हैं यह आत्म जागरूकता स्व प्रबंधन सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन है और यह एचबीआर में क्लासिक लेखों में से एक है जहां गोलेमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इन गुणों के बारे में उल्लेख किया है यदि आप मूल रूप से आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन को देखते हैं तो यह व्यक्तिगत दक्षता है यदि आप सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन को देखते हैं तो मूल रूप से ये व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षता है बाद में इसे सहानुभूति और सामाजिक कौशल में बदल दिया गया तब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है की बुद्धि और भावना के बीच क्या संबंध है जैसा कि आप जानते हैं और मैंने पहले चर्चा की थी सभी बुद्धि परीक्षण का मतलब था की आपके विश्लेषणात्मक कौशल तार्किक क्षमता और रचनात्मकता को मापते हैं और वे आपकी भिन्न सोच को मापते हैं और अगर बुद्धि की वक्र 17 या 18 साल या 20 साल तक बढ़ जाती है तो यह एक समानांतर बनाए रखता है फिर यह एक विशेष स्तर को बनाए रखता है फिर 60 के बाद धीरे धीरे गिरावट आती है और यह जीवन भर स्थिर रहता है लेकिन मस्तिष्क की कोशिकाओं के हल्के होने के कारण 20 साल तक बढ़ जाता है और आपके अनुभव के साथ आपके बदलते भविष्य के साथ आपकी परिपक्वता के साथ जीवन में आपके विकास के साथ आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी उम्र के साथ एक सीधा रैखिक वक्र दिखाएगी जो कि आई क्यू के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि मस्तिष्क कोशिका की सौम्यता के साथ 17 वर्ष या 20 वर्ष की आयु तक बुद्धिमत्ता बढ़ती है फिर यह 60 वर्ष की आयु तक स्थिर रहती है और 60 वर्षों के बाद मस्तिष्क के कुछ तरल पदार्थों की सूखापन के कारण यह धीरे धीरे बहुत कम नहीं होता है जबकि पूरे जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है एक तार्किक सोच से संबंधित है एक और पारस्परिक कौशल और सामाजिक कौशल के साथ संबन्धित है दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल है दोनों में अंतर करना मुश्किल है क्योंकि हाल ही में बहुत सारे साहित्य हैं जो भावना और अनुभूति से संबंधित हैं अनुभूति सोच निर्णय लेने धारणा जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है ये उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं और भावना और अनुभूति आवश्यक दोस्त हैं वे अलग नहीं हैं व्यापक सबूत हैं मान लीजिए मैं किसी विशेष व्यक्ति को नापसंद करता हूं मेरी पसंद और नापसंद मेरा भावनात्मक हिस्सा है अगर मुझे नापसंद है एक नकारात्मक भावना है अगर मुझे व्यक्ति पसंद है तो यह एक सकारात्मक भावना है और उस स्थिति में क्या होगा मान लीजिए कि मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूं मुझे लगेगा कि वह व्यक्ति बहुत तेज है और वह बहुत सौहार्दपूर्ण है बहुत तेज है और उसकी विचार शक्ति में सुधार हुआ है और वह एक अच्छा निर्णय लेने वाला है अगर मैं व्यक्ति को नापसंद करता हूं तो रिवर्स धारणा आएगी जो खराब सोच है उसके पास निर्णय लेने की क्षमता कम है इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि भावना अनुभूति को चलाएगी या अनुभूति का संबंध भावना से होगा यह बहुत कठिन और अभी निश्चित नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित है कि भावना और अनुभूति संबंधित हैं और दोनों आवश्यक दोस्त हैं वे अलग नहीं हैं और जब गोलेमैन ने HBR १ ९९ में एक लेख प्रकाशित किया तब उन्होंने भावनाओं के विभिन्न आयामों की पहचान की है और ये सक्षम मॉडल में विश्वास करते हैं और ये विभिन्न आयाम हैं जिनका हमने पहले उल्लेख किया और जब हम अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने और पहचानने के लिए हमने चेहरे को देखने के माध्यम से पहचाना आंखों के संपर्क का अवलोकन किया उनकी टोन या आवाज सुनी और अन्य शरीर की भाषाएं देखा और फिर एक बार जब हम समझते हैं कि यह व्यक्ति को इस प्रकार का भाव है तो यह समझकर कि मैं अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक हूं मैं अपनी भावना को तदनुसार संशोधित करता हूं ताकि यह उपयुक्त संदर्भ में फिट हो जाए जो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है इसमें आत्म जागरूकता अपने मूड भावनाओं और ड्राइव को पहचानने और समझने की क्षमता साथ ही साथ दूसरों पर उनके प्रभाव जैसे विभिन्न आयाम हैं और हॉलमार्क यह है कि जो स्वयं जागरूक हैं वे बहुत आश्वस्त हैं उनमें हास्यवृत्ति की भावना है और उनका एक वास्तविक आत्म मूल्यांकन है और एक बैठक में भले ही आप उनकी कमजोरी और ताकत के बारे में उल्लेख करें तो वे ज्यादा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे खुद के बारे में जानते हैं वे इतना आहत महसूस नहीं करते और वे एक ही समय में हास्यवृत्ति की भावना रखते हैं मान लीजिए एक प्रबंधक के पास एक तंग समय सीमा है इसलिए स्वयं जागरूक होने या यह जानने के लिए कि नौकरी पूरी होने के लिए एक तंग समय सीमा है या पूरा होने के लिए एक असाइनमेंट है वह पहले से एक योजना बनाएगा ताकि नौकरी समय पर होजय यदि नौकरी बड़ी है तो अधिक समय लगेगा यहां तक कि अगर नौकरी बड़ी है तो आप पहले से ही नौकरी के बारे में जागरूक होने की योजना बनाएंगे ताकि वह समय सीमा मे पूरा कर सके इसी प्रकार स्व नियमन यह विघटनकारी आवेग और मूड को नियंत्रित करने और पुनर्निर्देशित करने की क्षमता है इसका मतलब है व्यक्ति में अपने आवेगों और मनोदशा को नियंत्रित करने की क्षमता है यही आत्म नियमन है और यह व्यक्ति की विश्वसनीयता व्यक्ति की अखंडता वह क्या कहता है और क्या करता है को बढ़ाता है और जो व्यक्ति के पास स्व नियमन है उन्हें अस्पष्टता के साथ आराम है अस्पष्टता की स्थिति होने पर भी वे अस्पष्टता और उनके खुलेपन को बदल सकते हैं जब टीम एक प्रस्तुति में विफल होती है तो नेता को डर लगता है और विफलता के संभावित कारणों पर विचार करता है फिर टीम के साथ परिणामों की व्याख्या करता है और उनके साथ समाधान का पता लगाता है क्योंकि नेता में आत्म नियमन की भावना होती है प्रेरणा जैसा कि आप जानते हैं कि यह काम करने का जुनून है और जो पैसे और स्थिति से परे है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है अगर आप मदर थेरेसा और गांधी या दुनिया के कुछ महान व्यक्तित्व के जीवन रेखा को देखते हैं तो वे एक विचारधारा से प्रेरित होते हैं पर पैसे के कारण नहीं और यह ऊर्जा और दृढ़ता के साथ लक्ष्य का पीछा करने की प्रवृत्ति है और इस व्यक्ति को अपने लक्ष की मजबूत ड्राइव है वे आशावादी हैं और असफलता की स्थिति में असफलता से आसानी से पीछे हट सकते हैं और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है उदाहरण के लिए कहें मैंने एक व्यक्ति किम्ब्रिग्स का मामला साझा किया जो एक विक्रेता था और उसे एक क्षेत्र बिक्री प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया था क्योंकि विक्रेता की स्थिति में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वह कंपनी के शेयरों को बेच रहा था और वह बार बार लक्ष्य को पार कर रहा था जो उसे क्षेत्र के बिक्री प्रबंधक की स्थिति में ले गया जब वो व्यक्ति वहां गया तो वह विक्रेता कि तरह सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश कर रहा था वह कभी अधीनस्थों को जिम्मेदारी नहीं सौंप रहा था और वह सब कुछ अपने आप से करने की कोशिश कर रहा था जो असंभव था और कार्यालय अव्यवस्थित दिख रहा था और वह उन लोगों के बारे में परेशान नहीं था जो उसके साथ काम कर रहे हैं नतीजतन अधीनस्थों - को निरंकुश महसूस हुआ और वह नहीं कर सका क्षेत्र के बिक्री प्रबंधक की स्थिति में सेल्समैन की गतिविधि का समन्वय करना है पर वह संचार में अच्छा नहीं था उसमे समन्वय करने में सक्षम नहीं थी वह खुद ही एक विक्रेता के रूप मे सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था वह दूसरों के बारे में परेशान नहीं था उसके पास शक्ति है शक्ति का एक वैयक्तिकृत चरण न कि शक्ति का एक सामाजिक चरण जिससे दूसरों की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करनेसे और गतिविधियों का समन्वय कर रहा था और उनके माध्यम से काम कर सकता था जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय बाद वह अपनी नौकरी को पूरा नहीं कर सका और उसने प्रबंधन को फिर से राजी कर लिया और अनुनय और प्रबंधन की मंजूरीसे फिरसे अपने पहले प्यार में लौट आया जो विक्रेता है और वह फिर से कंपनी के पुराने स्टॉक को बेच दिया यह घटना क्या बोलती है यदि व्यक्ति के पास प्रेरणा है तो वह कर सकता है लेकिन उसी समय जब आप किसी संगठन में काम कर रहे हों यदि आपसे शुल्क लिया जाता है या आप प्रेरित होते हैं तो आपको दूसरों को भी उनके साथ जाने के लिए प्रेरित करना होगा यदि आप दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है इसलिए जब कोई कंपनी वेतन वृद्धि को लागू करने में विफल हो जाती है तो एचआर प्रबंधक अपने अनुभव के आधार पर एक नया फार्मूला के रूपसे एक मोड़ लाने के लिए और कंपनी को एक अनुमान देता है कि वेतन वृद्धि कैसे हो सकती है और यह वित्तीय ताकत को बनाए रख सकती है यह कंपनी के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उसके पास ऐसा करने की प्रेरणा है और साथ ही उसने व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को समझा और वह विभिन्न पक्षों और आंकड़ों के साथ समन्वय करता है फिर उसने एक सूत्र तैयार किया जिसके आधार पर वेतन वृद्धि हो सकती है कर्मचारियों की मांगें क्या हैं सहानुभूति दूसरों को समझने की क्षमता है और यह उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के अनुसार लोगों को समाजने यह मानने का कौशल है और सहानुभूति निर्माण और प्रतिभा को बनाए रखने में एक विशेषज्ञता है और सहानुभूति रखने वाले लोग सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होते हैं और वे ग्राहकों को बेहतर सेवा देते हैं और यह लोग हर समय दूसरों के लिए एक चिंता दिखाते हैं जिसके परिणामस्वरूप जब वे किसी अन्य व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं तो सहानुभूति व्यक्ति खुद को दूसरे व्यक्ति के जूते में डाल देते है और संदर्भ और अन्य व्यक्तियों की स्थिति को ध्यान में रखते है तो उच्च सहानुभूति का मतलब है आपके पास उच्च पारस्परिक संवेदनशीलता है और यह एक संकेत है कि आप नाव को चला सकते हैं और आपको एक सहानुभूति की चिंता भी हो सकती है आप अन्य कर्मचारियों को भी बस में ले सकते हैं और वे आपके साथ गंतव्य की ओर यात्रा कर सकते हैं और अंतिम आयाम सामाजिक कौशल है और सामाजिक कौशल यह संबंधों के प्रबंधन और नेटवर्क के निर्माण की दक्षता है यह आम जमीन खोजने और तालमेल बनाने की क्षमता है अग्रणी परिवर्तन में प्रभावशीलता यह दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है ये टीम बनाने और अग्रणी टीमों के पहचान का विशेषज्ञता हैं सामाजिक कौशल दूसरों के साथ संबंध रखना है इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन में कार्यकारी और प्रबंधक और कर्मचारी दूसरों के साथ या नेटवर्क के लिए बांड स्थापित करेंगे क्योंकि किसी के पास उस समय की विलासिता नहीं है इसलिए वे दूसरों के साथ बंधन स्थापित करते हैं जिनके सात लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है वे दूसरों के साथ बंधन स्थापित करते हैं यह समझते हुए कि जब वे संकट में होंगे या संगठन संकट मेहोगा तो वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनके बचाव में आएंगे इसलिए वे मन में एक उद्देश्य के साथ दूसरों के साथ बंधन स्थापित करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिना किसी उद्देश से दूसरों के साथ बंधन स्थापित कर रहे हैं एक कंपनी में कई शिकायतें हैं और समय पर शिकायतों का निपटारा नहीं किया जाता है कंपनी के मुख्य निजी अधिकारी ने पारस्परिक कौशल में अच्छे थे इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम एक दरबार लगा सकते हैं जिस तरहा यह दक्षिण पूर्वी रेलवे कार्यशाला में होता है एक विशेष दिन में कर्मचारी आएगा व्यक्तिगत चरनी या कार्यकारी बैठेगा और इसी समय में कर्मचारी और कर्मचारी प्रतिनिधि होंगे विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग मौजूद हैं फिर बातचीत जारी है और इस प्रक्रिया में यह शिकायत निपटान की प्रक्रिया को तेज कर दिया क्योंकि व्यक्ति के पास सामाजिक कौशल है व्यक्तिगत प्रबंधक और अधिकारियों के पास सामाजिक कौशल हैं वह बहुत जल्द अन्य दलों को संतुष्ट करके शिकायतों का निपटान करने में सक्षम था क्योंकि व्यापार में सफल होने के लिए किसी को व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं अंतर को जानना होगा किसी को मार्केटिंग का ज्ञान वित्त ऑपरेशन आईटी एचआर सब कुछ सबसे अधिक उंगलियों में समझना होगा ताकि आप एक विशेष संदर्भ में एक विशेष शिकायत से संबंधित हो सकें और आप एक बेहतर समाधान का पता लगा सकें यदि आप मानवीय संबंधों में अच्छे हैं यदि आप आत्म जागरूकता आत्म नियमन और प्रेरणाओं को देखते हैं तो ये व्यक्ति की ओर से व्यक्तिगत योग्यताएं हैं यदि आप सहानुभूति और सामाजिक कौशल के बारे में सोचते हैं तो ये मूल रूप से पारस्परिक योग्यता या सामाजिक योग्यता है जो उस बुद्धिमत्ता को बनाते हैं जो उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बनाते हैं और अंत में आप यह समझ कर परीक्षण कर सकते हैं कि आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है हमने पांच वक्तव्य तैयार किए हैं और प्रतिक्रिया दी गई है और यह दृढ़ता से असहमत होने से सहमत है और दाईं ओर पर एक बार है जहाँ आप अपने उत्तर भर सकते हैं और यह हमारे हालिया प्रकाशन मे से एक है मैं हमेशा कर सकता हूं यह गोलेमैन द्वारा दी गई भावनात्मक बुद्धि के समान पांच आयामों के आधार पर बहुत सरल बयान हैं मैं हमेशा उसकी भावनाओं को पहचान सकता हूंजो पहला घटक है दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं आत्म नियमन मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं और उन्हें फलदायी तरीके से चैनल कर सकता हूं मैं हमेशा खुद को और दूसरों को प्रेरित करता रहता हूं ताकि आगे की प्रेरणा में सुधार हो सके मैं दूसरों को समजने के लिए खुद उनके स्थिति मे रहकर समानुभूति में समझने की कोशिश करता हूं इसलिए यदि आप इसका गंभीर रूप से विश्लेषण करते हैं तो यह पाँच कथन गोलेमैन द्वारा उल्लेखित भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पाँच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ आप सभी वस्तुओं पर स्कोर देखेंगे यदि आपका स्कोर आपके द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर के 20 या 80 प्रतिशत से अधिक या बराबर है क्योंकि अधिकतम स्कोर 25 होगा आपका ईआई यथोचित स्वीकार्य और अच्छा है अन्यथा आप अपनी भावनात्मक बुद्धि को बेहतर बनाने की कोशिश करे अगले भाग में बात करेंगे